कीवर्ड प्रवाह दर गति नियंत्रण प्रवाह नियंत्रण वाल्व मोटर हाइड्रोलिक्स निकास वाल्व स्थिति हमने विभिन्न प्रकार के वाल्व देखे हैं और हमने देखा है कि वे कैसे कार्य करते हैं हमने यह भी देखा है कि आप उन्हें जानते हैं कि उन्हें परिष्कृत एक्टुएशन के लिए इंटरफ़ेस किया जा सकता है विशेष रूप से निरंतर चाल के लिए उन्हें माइक्रोप्रोसेसर जैसी चीजों से भी चलाया जा सकता है अब जबकि माइक्रोप्रोसेसर लॉजिक प्रदान कर सकते हैं कभी कभी आप जानते हैं कि सरल लॉजिक न्यूमेटिक्स तत्वों द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है इसलिए कुछ विशिष्ट मामलों में इसकी आवश्यकता होती है विशेष रूप से जहां आपको बिजली के उपकरणों से विस्फोट का बड़ा डर होता है जैसे हम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक गैस प्लांट है वे बिजली उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए एक सिंगल स्पार्क एक बड़े आग के खतरे के विस्फोट का कारण बनता है इसी तरह कुछ मामलों में निश्चित रूप से बहुत गर्म वातावरण हैं जहां आप जानते हैं कि किसी भी तरह के विद्युत इन्सुलेशन को बनाए रखना एक समस्या है इसलिए इस तरह के अनुप्रयोग में कभी कभी यदि यदि नियंत्रण लॉजिक जटिलता बहुत अधिक नहीं है तो एक न्यूमेटिक्स लॉजिक का उपयोग किया जाता है तो आप जानते हैं कि न्यूमेटिक्स लॉजिक नहीं सिर्फ एक पल ठीक है इसलिए हम वापस आ गए हैं इसलिए न्यूमेटिक्स लॉजिक का अर्थ है कि हम मूल रूप से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं आप जानते हैं किसी प्रकार के डिजिटल लॉजिक को इसलिए हमें आवश्यकता है आप तत्वों को जानते हैं जैसे कि ओर हमें AND एंड जैसे तत्वों की आवश्यकता है इसलिए उदाहरण के लिए यदि आपके पास हमारे पास या लॉजिक हो सकते हैं तो सिस्टम में हवा के प्रवाह के लिए या तो अंत में दबाव की आवश्यकता होगी पायलट दबाव इसी तरह अगर आपके पास एक लॉजिक है तो आपको पायलट दबाव की आवश्यकता होगी कि दोनों छोरों पर एक साथ लागू किया जा सके हवा का प्रवाह जुड़ा होना चाहिए पंप के लिए लोड से जुड़ा होना चाहिए इसलिए कभी कभी यह AND लॉजिक सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां ऑपरेटर को दोनों पुश बटन दबाने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि उसका हाथ जहां यह न्यूमेटिक्स प्रणालियों का संचालन कर रहा है विभिन्न प्रकार की मशीनों के संचालन में ऑपरेटरों की सहायता के लिए बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और कभी कभी आप वहां जानते हैं क्या सुरक्षा के खतरे हैं उदाहरण के लिए आपके पास दो बड़ी भूमिकाएँ हैं जिसमें ऑपरेटर को कुछ मटेरियल डालनी होती है आमतौर पर ऐसी चीजों का उपयोग किया जाता है आपको पता है कि जरूरत की मटेरियल को पतला कर सकते हैं जैसे टायर के उत्पादन में शुरू में टायर के रूप में ढाला जाने से पहले रबर की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करना है कि जब रोल घूम रहा है तो ऑपरेटर का हाथ रोल के पास कहीं भी नहीं है इसलिए इसे बहुत आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है रोल को घुमाने के लिए आपको इसे लगाने की आवश्यकता है दो पुश बटन एक साथ दबाएं तो आप दोनों हाथों का उपयोग करने जा रहे हैं इसलिए आप गलती नहीं कर सकते इसलिए ऐसे मामलों के लिए इसलिए उदाहरण के लिए हमें या लॉजिक को पहले देखने दें यह एक बहुत ही सरल निर्माण न्यूमेटिक्स शटल वाल्व है इसलिए आप देखते हैं कि आप उस आउटपुट को देखते हैं यदि आप इस छोर पर दबाव डालते हैं तो आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं सिस्टम से जुड़ा पंप दूसरी ओर यदि आप इस छोर पर भी दबाव बनाए रखते हैं तो तो यह भी इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा इसीलिए इसे शटल कहा जाता है यह है इसलिए यह शिफ्ट होगा और इसे बंद कर देगा यह इस स्थिति को ले जाएगा और हवा बहने लगेगी इसलिए यहां OR लॉजिक दिया गया है यहां तक कि अगर हम एक भी दबाव लागू करते हैं तो आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं सिस्टम में बहने वाली हवा प्राप्त करें यह केवल एक उदाहरण है जो दिखाता है कि आप जानते हैं कि इस शटल वाल्व को कैस्केडिंग करके आप एक तीन इनपुट या गेट भी कर सकते हैं ताकि आप इस इस बिंदु पर जब दबाव डाला जाए जब ए या बी उसके बाद इसे एक पोर्ट पर लागू किया जाता है इसलिए अंत में सिस्टम पर दबाव तब लागू होता है जब आपके पास A या B या C होता है इसलिए यह एक तीन इनपुट अंत है या यह एक तीन इनपुट OR है इसी तरह यह वह जगह है जहां यह एक बोध है बस यह दिखाने के लिए कि यह कैसे यह इस न्यूमेटिक्स तत्वों का उपयोग विभिन्न बूलियन स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है इसलिए यह है यह एक और गेट का एक बोध है जिसका उपयोग तीन तरह से दो स्थिति में होता है दिशा नियंत्रण वाल्व तो क्या होता है कि जब ये दोनों दबाव तब होते हैं तो यह इस बॉक्स में है तो इसलिए आपूर्ति सीधे टैंक में जाती है अब मान लें कि यह वहां नहीं है जिसका अर्थ है कि अब यह स्थिति है लेकिन यहां यह है इसलिए आप देखते हैं इस स्थिति में यह जुड़ा हुआ है इस स्थिति के लिए या यह वास्तव में इस स्थिति से जुड़ा हुआ है और ठीक है बल्कि यह इस स्थिति से जुड़ा हुआ है जिसे आप देखते हैं यह वास्तव में इस दूसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है इसलिए वास्तव में यह वहां नहीं जाएगा बल्कि यह बाईं ओर जाएं तो फिर इसलिए सिस्टम को निकास से जोड़ा जाएगा यदि इसे हटा दिया जाता है इसी तरह यदि इसे हटा दिया जाता है तो क्या होगा कि सिस्टम सीधे निकास से जुड़ा होगा यह निकास है इसलिए यदि कोई हो इनमें से एक इनपुट को बंद कर दिया जाता है फिर सिस्टम को एग्जॉस्ट से कनेक्ट किया जा सकता है भले ही दोनों को ऑफ कर लिया जाए लेकिन यह अभी भी एग्जॉस्ट से जुड़ा हुआ है इसलिए यह AND लॉजिक है इसी तरह यह दो दिशात्मक नियंत्रण वाल्वों का उपयोग और लॉजिक था लेकिन आपके पास एक एकल तत्व भी हो सकता है जिसमें आपके पास और लॉजिक हो सकते हैं इसलिए यह एक ऐसा निर्माण है जो मूल रूप से योजनाबद्ध है इसलिए इस मामले में यदि आपके पास या तो एक है यह नहीं है तो यह होने जा रहा है मान लें कि यह नहीं है तो यह दबाव इस शटल को धकेलने वाला है और इसे इसके साथ फ्लश में लाया जाएगा और इसके साथ फ्लश होगा इसलिए यह स्थिति होगी यदि Y नहीं है तो आप देख सकते हैं कि दोनों पोर्ट काट दिए गए हैं इसी तरह अगर X नहीं है तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा और फिर दोनों को काट दिया जाएगा इसलिए यह वहीं होगा इस पोर्ट पर दबाव पड़ सकता है केवल अगर x और y दोनों प्रेशर पोर्ट्स को लागू किया गया है इसीलिए यह है यह AND लॉजिक है इसलिए जैसा कि मैं कह रहा था कि यह एक है आपके पास एक सुरक्षा अनुप्रयोग हो सकता है इसलिए इस सुरक्षा अनुप्रयोग में आप केवल तभी जानते हैं जब ये दोनों दबाव लागू होते हैं इस सिलेंडर से दबाव मिलता है इसलिए यह स्थानांतरित नहीं हो सकता है इसलिए उदाहरण के लिए क्या कुछ न्यूमेटिक्स सिलेंडर नीचे आ रहा है और संभवत कुछ दबा रहा है किसी चीज़ पर मुहर लगा रहा है इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब वह गलती से मुद्रांकन कर रहा है तो आपका हाथ नहीं है आपका हाथ RAM पर नहीं आता है इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं इसलिए यदि आप RAM को स्थानांतरित करना चाहते हैं जो कि सिलेंडर का मूवमेंट है तो आपको इन दोनों स्विच को दबाना होगा इसी तरह एक और एप्लिकेशन दिखाएगा यह एक बहुत ही दिलचस्प एप्लिकेशन है जहां हम कुछ दिखा रहे हैं हम एक न्यूमेटिक्स कुंडी की तरह कुछ महसूस कर रहे हैं आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जानते हैं कि हमने कुंडी के बारे में अध्ययन किया है इसलिए हम यहां एक कुंडी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर क्या होता है हम वास्तव में इसे स्थानांतरित करना चाहते हैं यह है यह सिलेंडर है या यह है शायद यह है यह एक बड़ा डीसीवी है इसलिए हम यहां दबाव लागू करना चाहते हैं यही हमारा अंतिम उद्देश्य है और दबाव इस रेखा से आता है अब यह एक है यह आप देख सकते हैं कि यह वाल्व डीसीवी को स्थिति में लाने का तीन तरीका है और यह है मान लीजिए यह पीबी शुरू कर रहा है इसलिए मान लें कि यह दबाया गया है शुरू में ऐसा क्या होता है यह देखें कि यह पोर्ट है यदि यह इस इच्छा को दबाता है तो वाल्व शिफ्ट हो जाएगा और इस स्थिति में होगा इसलिए इस स्थिति में अंतिम भार के लिए नियंत्रण दबाव जाएगा इसलिए हमें इस पर दबाव डालना होगा अंत में इस पर दबाव डालना होगा अब जब सामान्य स्थिति में आप देखते हैं कि यह कब है यह दबाया नहीं गया है और इसे दबाया नहीं गया है वे वास्तव में इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में हैं इसलिए यह सीधे इसके माध्यम से जुड़ा हुआ है इसके माध्यम से निर्वहन करने के लिए इसलिए यहाँ कोई दबाव नहीं है इसलिए यहाँ कोई दबाव नहीं है जब यहाँ कोई दबाव नहीं है तो यह वास्तव में यहाँ है इसलिए यह पायलट भी निकास से जुड़ा है ठीक है अब इसे शुरू मान लें PB दबाया जाता है तो यह इस बॉक्स में होगा इसलिए तुरंत यह दबाव इसके माध्यम से लागू किया जाएगा यह शटल चलेगा यह एक शटल वाल्व है इस शटल को दबाया जाएगा और हवा इसके माध्यम से प्रवाहित होगी यह दबाव बनाएंगे जिस क्षण यह दबाव बनाएगा यह वाल्व शिफ्ट हो जाएगा और इस स्थिति में आ जाएगा यह इस स्थिति में आ जाएगा जब यह इस स्थिति में आता है तो यह दबाव जुड़ा होता है और इसलिए यह दबाव हो जाता है अब दिलचस्प बात यह है कि इस पुश बटन की आवश्यकता नहीं है आपको एक को दबाए रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार दबाव यहाँ विकसित होता है कि एक ही दबाव वापस खिलाया जा रहा है और यह कनेक्शन गलत है प्रतिक्रिया है और इसे यहां से जोड़ा जाना चाहिए यह कनेक्शन गलत है तो इसे यहाँ वापस गया है इसलिए जब यह दबाव होता है तो अभी बनाया जाता है यदि आप इस दबाव को छोड़ते हैं तो इसे जारी करें तो यह इस हिस्से को तुरंत निकास से जुड़ जाएगा और चूंकि यहाँ दबाव है इसलिए यह शटल धकेल दिया जाएगा और यह इस स्थिति में आ जाएगा और फिर यह दबाव स्वयं इसके माध्यम से जाएगा और वाल्व को इस स्थिति में रखेगा ध्यान दें कि यह एक स्प्रिंग लोडेड वाल्व है इसलिए यदि दबाव होगा तो प्रारंभ दबाव बटन को सही जारी करने पर भी होने वाला न्यूमेटिक्स दबाव यही वह बिंदु है जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब यदि आप इसे रीसेट करना चाहते हैं तो आप इससे कैसे बाहर आते हैं इसलिए आप इस पुश बटन को दबाएं यह स्टॉप पुश बटन है तो ऐसा क्या होता है कि जिस क्षण आप इसे दबाते हैं यह होने वाला है कि यह वाल्व शिफ्ट होने वाला है यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यह समाप्त होने वाला है इसलिए इस पल अब क्या होता है कि यह समाप्त हो जाता है और इसके माध्यम से आने वाली यह रेखा यहां अवरुद्ध हो जाती है यह एक सामान्य तीन स्थिति है इसलिए दबाव यहां तक जाएगा और फिर यह वाल्व अब इस बॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा जिसका अर्थ है कि यह दबाव अब निकास के लिए निकल जाएगा जिस समय यह दबाव समाप्त हो जाता है तब यह इस स्थिति में नहीं रह जाता है लेकिन यह मुफ़्त है इसलिए अब अगर आप स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो फिर से यह यहाँ जा सकता है और सक्रिय हो सकता है इसलिए मूल रूप से आप देखते हैं कि हम कर सकते हैं इसलिए यह एक प्रकार की कुंडी है जहाँ एक बार स्टार्ट पुश बटन सिग्नल होता है यह कुछ ऐसा है पीएलसी लॉजिक या डिजिटल लॉजिक में एक कुंडी का सहायक संपर्क इसलिए भले ही आप स्टार्ट पुश बटन को छोड़ दें यह दबाव कि यह पायलट पोर्ट आयोजित किया जाएगा और इसलिए यह वाल्व इस स्थिति में बनाए रखेगा और यह दबाव मुख्य भार पोर्ट को बनाए रखेगा तो यह एक ऐसा अनुप्रयोग है जो दिलचस्प लगता है इसलिए विशेष रूप से ऐसी बातें न्यूमेटिक्स लॉजिक का उपयोग करके महसूस की जाती हैं अब हम एक्ट्यूएटर तत्वों या न्यूमेटिक्स सिलेंडर में आते हैं न्यूमेटिक्स सिलेंडर में बल की क्षमता कम होती है लेकिन उनकी क्षमता अधिक होती है उनके पास उच्च गति होती है क्योंकि वे आम तौर पर कम भार के खिलाफ होते हैं और यह धारणा नहीं है इसलिए गति इतनी सटीक नहीं है कि इस तथ्य के कारण आप जानते हैं कि स्थिरता अधिक है और हवा के रिसाव को रोकने के लिए सील तंग हैं ताकि आप जानते हैं कि पंप द्वारा विकसित ऊर्जा बर्बाद नहीं हुई है इसलिए उच्च घर्षण के कारण आपको स्टिक स्लिप गति का पता चल जाता है इसलिए गति को फटने की आवश्यकता होती है और सटीक गति नियंत्रण की आवश्यकता होती है जैसा कि हाइड्रोलिक्स में संभव नहीं है वास्तव में आवेदन भी कम मांग वाले होते हैं इसलिए आमतौर पर ऐसी सटीक गति नियंत्रण की मांग भी आवेदन पक्ष से नहीं होती है इसी तरह गति की भविष्यवाणी भी जटिल है क्योंकि वे वास्तव में दबाव तापमान आदि के जटिल कार्य हैं क्योंकि मैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक गैस यहाँ इसलिए कि बहुत सारी संपीडन समस्याएँ हैं इसलिए गति की भविष्यवाणी गति बहुत भिन्न हो सकती है और इसलिए फिर से यह भी एक और कारण है कि सटीक गति नियंत्रण संभव नहीं हो सकता है तो ऐसे मामलों में एक का उपयोग करता है आप न्यूमेटिक्स सिलेंडरों को जानते हैं और वे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं वे एकल अभिनय हो सकते हैं जहां शायद स्प्रिंग लोड किया जाता है इसलिए एक तरफ से आप दबाव लागू करते हैं इसलिए यह केवल इस तरफ बढ़ता है वापसी संभव है एक स्प्रिंग द्वारा आम तौर पर एक स्प्रिंग द्वारा होता है ताकि आपको वास्तव में दूसरी तरफ गति की आवश्यकता न हो यदि आप यदि आपके पास एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है तो कनेक्टिंग रॉड इस तरह से दोनों तरीकों से आगे बढ़ सकता है और आप लागू कर सकते हैं इसलिए आप लागू करें आप पिस्टन के दोनों किनारों पर दबाव लागू कर सकते हैं इसी प्रकार कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप उच्च बल नहीं चाहते हैं तो आप इस सिलेंडर क्षेत्र को आकार की आवश्यकताओं के कारण या गति की आवश्यकताओं के कारण नहीं बढ़ा सकते हैं यदि उस क्षेत्र में वृद्धि होती है तो हवा के प्रवाह में अधिक समय लगता है तो कभी कभी आप कर सकते हैं आप डालते हैं मूल रूप से आप दो सिलेंडरों को इस तरह से मिलाते हैं एक सामान्य रॉड के साथ आपके पास एक सामान्य रॉड है लेकिन आपके पास दो अलग सिलेंडर हैं इसलिए आप यहां और यहां दबाव डालते हैं और यहां निकास करते हैं और यहाँ इसलिए इस सतह पर कुछ बल विकसित होगा इस सतह पर कुछ बल F और F विकसित होंगे इसलिए इस पर कुल बल 2F है इसलिए दो सिलेंडर प्रभावी रूप से वे वास्तव में दो सिलेंडर हैं जो अग्रानुक्रम में डालते हैं कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि इसी तरह दूरबीन सिलेंडर हो सकते हैं जहां आपके पास बड़े स्ट्रोक की लंबाई हो सकती है इसलिए ऐसी विभिन्न चीजें संभव हैं हम उन्हें विस्तार से नहीं देखेंगे एक न्यूमेटिक्स सिलेंडर की तस्वीर देखें तो यह है यह एक सिलेंडर है जहां यह सिलेंडर बॉडी है आप पिस्टन और रॉड को देख सकते हैं जो लोड से जुड़ा हुआ है आप जैसा कि हमने कहा है कि आप एक डाल सकते हैं प्रवाह नियंत्रण वाल्व यहां कभी कभी आप एक त्वरित निकास वाल्व यहां रख सकते हैं इसलिए यह एक सामान्य न्यूमेटिक्स सिलेंडर है इसी तरह आपके पास न्यूमेटिक्स मोटर हो सकते हैं और वे फिर से विभिन्न प्रकार के सकारात्मक विस्थापन प्रकार गैर सकारात्मक विस्थापन प्रकार के हो सकते हैं इसलिए आपके पास वेन मोटर्स हो सकते हैं या आप पिस्टन मोटर्स कर सकते हैं जैसे कि हम हाइड्रोलिक्स में थे इसलिए इनका उपयोग किया जाता है आम तौर पर कम से मध्यम टोक़ और उच्च गति के लिए कुछ हद तक इलेक्ट्रिक मोटर्स की तरह आम तौर पर एक फायदा यह है कि उन्हें आसानी से रोका जा सकता है आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर्स को रोका नहीं जा सकता है जिससे इन मोटर्स के माध्यम से प्रवाह करने के लिए एक बड़ा बहुत बड़ा करंट होगा वे गर्म वगैरह करेंगे और यह पता चलता है कि आप देख सकते है विशिष्ट न्यूमेटिक् मोटर्स के लिए विशिष्ट प्रकार की टोक़ गति विशेषताओं को जानते हैं इसलिए शुरू में टोक़ कम है क्योंकि आप जानते हैं कि उपलब्ध घर्षण कम है क्योंकि स्थैतिक घर्षण अधिक है और फिर किसी समय यह स्थिर घर्षण के रूप में है कम कर देता है इसलिए टोक़ उठता है और फिर कभी कभी तथाकथित आपको पता है कि रैखिक या चिपचिपा घर्षण होता है फिर से लेता है और फिर उच्च गति पर फिर से टोक़ की एक अच्छी मात्रा घर्षण में बर्बाद हो जाती है तो एक आपूर्ति की दबाव के लिए समग्र टोक़ उपलब्ध विशेषता गिर जाता है तो यह एक रेडियल पिस्टन मोटर के लिए एक तस्वीर है इसलिए आप देखते हैं कि यदि आप इन पर दबाव लागू करते हैं यदि आप इन पिस्टन पर क्रमिक रूप से दबाव डालते हैं तो यह क्योंकि इस यांत्रिक व्यवस्था के कारण घूर्णी गति होगी तो यह स्वाभाविक रूप से है यह एक सकारात्मक विस्थापन प्रकार है जो पिस्टन गति के प्रत्येक चक्र में हवा की एक निश्चित मात्रा है हवा सिस्टम में जाती है इसी तरह आपके पास गैर सकारात्मक विस्थापन प्रकार हो सकते हैं यहां हमने एक आंकड़ा नहीं दिखाया है लेकिन यह सिद्धांत रूप में हाइड्रोलिक सिस्टम के वेन मोटर के समान है हालांकि डिजाइन में रचनात्मक अंतर हो सकते हैं एक अन्य अनुप्रयोग एक तीन गति ड्राइव है इसलिए तीन गति में दिलचस्प है इसलिए तीन गति ड्राइव में हम जल्दी से देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इसलिए आप देखते हैं कि जब मान लें कि यह गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो यह होना चाहिए यहाँ और यह एक यहाँ होना चाहिए था इसलिए जब यह इस स्थिति में होता है तो इस तरह से एयरफ्लो होता है इस तरह यह चेक वाल्व से होकर गुजरता है इसलिए यह इस या इसके माध्यम से नहीं गुजरता है तो यह इस तरह से जाता है और इसमें बहता है और फिर इस रास्ते से बाहर आता है और हम जुड़ जाएंगे देखें कि यह इस रास्ते से जुड़ा हुआ है इसलिए गति कितनी होगी यह प्रवाह नियंत्रण वाल्व की रेटिंग पर निर्भर करता है मान लीजिए कि यह है f1 दूसरी ओर जब यह इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो बाएं से दाएं DCV के इस बॉक्स के अनुरूप स्थिति है इसलिए अब DCV इसके माध्यम से जुड़ने जा रहा है और यह पोर्ट यहां से जुड़ जाएगा तो यह सिलेंडर में स्वतंत्र रूप से और फिर बाहर आते समय प्रवाहित होगा इसलिए शुरू में बाहर आते समय यह देखेगा कि यह एक कैम संचालित है यह एक कैम है वास्तव में यह कैम और ये मैकेनिकल लिंकेज हैं इसलिए ये इसलिए शुरू में यह कैम संचालित नहीं है इसलिए यह स्थिति है इसलिए यह वाल्व के माध्यम से बहता है और लौटता है और इस रास्ते से बहता है इसलिए प्रवाह दर f2 है कभी कभी जब यह एक्ट्यूएटर निकलता है तो यह है कैम को संचालित करने जा रहा है इसलिए काम करता है यह कैम को संचालित करेगा और फिर कैम शिफ्ट होगा तो इसलिए यह वाल्व शिफ्ट हो जाएगा और इस स्थिति में चला जाएगा और फिर हम लॉक हो जाएंगे उस समय यह प्रवाह इस से होकर गुजरेगा क्योंकि यह बंद है और यह भी बंद है यह एक चेक वाल्व है इसलिए यह पास हो जाएगा इसके माध्यम से इसलिए एक निश्चित समय के बाद प्रवाह केवल पांच होने जा रहा है आप जानते हैं fpm का अर्थ है प्रति फीट क्यूब प्रति मिनट यह एक इकाई है तो यह केवल पाँच होने जा रहा है तो आप देखते हैं इसलिए शायद यह सेटिंग f3 है इसलिए आप इस सर्किट का उपयोग करके तीन सेटिंग्स f1 f2 और f3 का एहसास कर सकते हैं सही बहुत अच्छा इसलिए जैसा कि हमने देखा है कि न्यूमेटिक्स प्रणाली मुख्य है मुख्य कमियों में से एक यह है कि समय प्रतिक्रियाएं धीमी हैं और मूल रूप से होती हैं क्योंकि हवा के पथ को स्थापित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है वायु को अंतिम कक्ष में प्रवाहित करना चाहिए और फिर कक्ष में दबाव विकसित करने के लिए इसलिए वायु स्रोत से कक्ष तक वायु मार्ग वायु मार्ग की स्थापना की जानी चाहिए और फिर कक्ष में दबाव डालना चाहिए कुछ आगे बढ़ने से पहले विकसित होना चाहिए तो ये समय बहुत से कारकों पर निर्भर करता है जैसे चैंबर वॉल्यूम पोर्ट पाइप का आकार एग्जॉस्ट प्रेशर इन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रेशर के अनुपात को क्या कहते हैं इसी तरह से ऐसे भी हैं आप जानते हैं कि इन समयों के लिए आवश्यक है सिनॉइड कॉइल इंडक्शन इनरशीआ वगैरह वे आम तौर पर तुलना में छोटे होते हैं आप न्यूमेटिक्स भाग को जानते हैं लेकिन ये ये सभी कारक एक न्यूमेटिक्स प्रणाली की समय प्रतिक्रिया को प्रभावित करेंगे यदि आप दबाव देखते हैं उदाहरण के लिए यदि आप न्यूमेटिक्स वाल्वों की दबाव प्रवाह विशेषताओं को देखते हैं तो यह पता चलता है कि यह कई कारकों पर निर्भर करता है इसलिए उदाहरण के लिए यह इस पर निर्भर करेगा यह भार प्रवाह दर है यह डिस्चार्ज गुणांक और क्षेत्र पर निर्भर करेगा जो किसी भी प्रवाह के लिए मानक है लेकिन क्योंकि यह संपीड़ित प्रवाह है यह अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रेशर पर भी निर्भर करेगा जो विशेष रूप से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रेशर अनुपात पर निर्भर करेगा यह तापमान पर भी निर्भर करेगा तो ये न्यूमेटिक्स के लिए विशेष प्रभावित करने वाले कारक हैं आप जानते हैं इसलिए यह पता चलता है कि वास्तव में यह निर्भर करता है वाल्व कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दबाव अलग अलग रहते हैं उदाहरण के लिए आप किसी दिए गए स्थिति में जानते हैं ऐसा हो सकता है कि अपस्ट्रीम वास्तव में आपूर्ति से जुड़ा हुआ है हालांकि जबकि डाउनस्ट्रीम वास्तव में लोड से जुड़ा है यह लोड है इसलिए लोड दबाव भिन्न होता है यह अनुपात अलग अलग हो रहा है यह भी हो सकता है कि अपस्ट्रीम लोड से जुड़ा हो और डाउनस्ट्रीम निकास से जुड़ा हो इस मामले में यह स्थिर है लेकिन फिर यह भिन्न हो सकता है इसलिए फिर से PdPu संबंध अलग अलग होंगे तो ऐसे मामलों में लेकिन क्या कहा जाता है कि यदि आप एक होना चाहते हैं आप एक निरंतर प्रवाह विशेषता जानते हैं तो आपको बनाए रखना चाहिए एक महत्वपूर्ण मूल्य से परे यह Pd Pu अनुपात वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण मान से कम होना चाहिए इससे अधिक नहीं यह इससे अधिक गलत है इसलिए यह पता चला है इसलिए उदाहरण के लिए आप इसे देखते हैं Pd Pu के आधार पर यदि Pd Pu यह फ़ंक्शन दिए गए तो यह फ़ंक्शन Pd Pu के आधार पर प्रवाह दर में उतार चढ़ाव का कारण बनता है इसलिए लेकिन यदि आप Pd Pu अनुपात को एक निश्चित कारक से नीचे रखते हैं जैसे आप 05 जैसा कुछ जानते हैं तो क्या होता है कि यह फ़ंक्शन स्थिर हो जाता है और फिर प्रवाह दर केवल इस पर निर्भर करेगी आप एक दबाव निर्वहन गुणांक क्षेत्र वगैरह जैसी चीजों को जानते हैं यही है कि प्रवाह में उतार चढ़ाव कम होगा इसलिए कभी कभी इस Pd Pu दबाव को बनाए रखने की आवश्यकता होती है इसी तरह यदि आप समय की प्रतिक्रिया देखते हैं तो क्या होता है सिलेंडर चेंबर में पूरे वायु द्रव्यमान को स्थानांतरित करता है और सिलेंडर कक्ष की क्षमता और प्रवाह दर और वायु द्रव्यमान दर के आधार पर आप विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं आप मुद्दों को जानें यदि आप वाल्व को अचानक खोलने के बाद दबाव को मापते हैं तो यदि आप समय के साथ दबाव भिन्नता को मापते हैं आप विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए छोटे कक्षों के लिए यह एक नम प्रतिक्रिया के तहत होने जा रहा है इसलिए दबाव का निर्माण होगा तो यह ओवरशूट करेगा और धीरे धीरे वास्तविक दबाव से निपट जाएगा जबकि अगर आपके पास बड़ा कक्ष है तो कभी कभी यह ओवर डंप की गई प्रतिक्रिया हो सकती है लेकिन किसी भी मामले में एक निश्चित समय समाप्त हो जाता है उदाहरण के लिए हमें सेट कहते हैं इसलिए एक्चुएशन होने से पहले इस समय की बहुत आवश्यकता होगी अब हम अंतिम विषय पर आते हैं जो हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक्स प्रणालियों की तुलना है इसलिए यह पता चलता है कि कम शक्ति के लिए कम जटिलता उच्च मात्रा के अनुप्रयोग आम तौर पर न्यूमेटिक्स सिस्टम कभी कभी आपको एक फायदा देने के लिए होते हैं यही कारण है कि इसका उपयोग आप बड़े पैमाने पर न्यूमेटिक्स साधनों का उपयोग करने जैसी चीजों को जानने के लिए करते हैं आप एक मोटर वाहन कारखाने की तरह असेंबली दुकानों को जानते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि इन व्यक्तिगत साधनों को कम शक्ति की आवश्यकता नहीं है कोई जटिलता नहीं है सामान्य नौकरियां ऐसी हैं जैसे आप स्क्रू ड्राइविंग क्लैंपिंग वगैरह जानते हैं लेकिन बड़ी संख्या में संचालित स्टेशन हैं इसलिए ऐसा होता है कि आपके पास आप इस तथ्य के कारण नियंत्रण का बहुत कम लागत कार्यान्वयन है कि प्रमुख उपकरण जो एक कंप्रेसर नियामक वगैरह है उन्हें इस एप्लिकेशन की संख्या से अधिक साझा किया जा सकता है प्रदर्शन की आवश्यकताएं बहुत सामान्य हैं कुछ लागत लाभ आता है क्योंकि यह है जैसा कि हमने कहा है कि कोई रिटर्न लाइन नहीं है तो इसका मतलब है मेरा मतलब है कि बहुत लागत बचाता है आधा ट्यूबिंग लागत निकल गई है हाइड्रॉलिक्स और न्यूमैटिक्स की तरह कोई स्टालिंग समस्या नहीं है जहां इलेक्ट्रिक में न्यूमेटिक्स में आग का खतरा नहीं है हाइड्रोलिक में है क्योंकि तेल खुद आग के लिए खतरा है जबकि बिजली के मामले में अगर पर्यावरण है अगर पर्यावरण खतरनाक है तो आग लग सकती है लेकिन न्यूमेटिक्स में कोई आग का खतरा नहीं है आम तौर पर बिजली और न्यूमेटिक्स में तापमान संवेदनशीलता कम हो गई है क्योंकि हाइड्रोलिक क्योंकि हाइड्रोलिक में तेल चिपचिपापन बदल सकता है और दे सकता है आप प्रदर्शन विविधताएं जानते हैं इलेक्ट्रिक में चिपचिपाहट का कोई सवाल नहीं है और न्यूमेटिक्स में वायु चिपचिपापन परिवर्तन नहीं है जो कि प्रमुख है हालांकि हाइड्रोलिक मुख्य रूप से पसंद किया जाता है जब आपके पास बहुत सटीक गति होती है और बहुत उच्च बल की आवश्यकता होती है तो यह न्यूमेटिक्स के मामले में नहीं है न्यूमेटिक्स में आप जानते हैं कम बल के लिए उपयोग किया जाता है और किसी दिए गए आकार के लिए दबाव रेटिंग प्रतिक्रिया धीमी होती है न्यूमेटिक्स निश्चित रूप से हाइड्रोलिक की तुलना में धीमा है इलेक्ट्रिक के बराबर है न्यूमेटिक्स में रिसाव की समस्या है और रिसाव को निर्धारित करना इतना आसान नहीं है लेकिन यह होगा आप जानते हैं कि सिस्टम की दक्षता कम हो जाती है यह बदले में कारण होगा यदि आप लीक को रोकना चाहते हैं तो यह रखरखाव की लागत में वृद्धि करेगा यह सील्स को भी टाइट करेगा और बढ़ेगा जिससे घर्षण बढ़ेगा बदले में दक्षता में और गिरावट आएगी इसलिए रिसाव न्यूमेटिक्स प्रणालियों के लिए एक बड़ी समस्या है इंटरफ़ेस की लागत निषेधात्मक हो सकती है आप जानते हैं कि कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य तत्वों के साथ इंटरफ़ेस करना पड़ सकता है इसलिए इसलिए बहुत परिष्कृत नियंत्रणों के लिए कभी कभी आप इलेक्ट्रिक एक्ट्यूएटर जानते हैं जो शायद पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें एक ऑल इलेक्ट्रिक सिस्टम का उपयोग करके संचालित किया जा सकता है इसके अलावा लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है जबकि हाइड्रोलिक में यह तेल के साथ आता है इसलिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है और स्पष्ट रूप से गति नियंत्रण या तो हाइड्रोलिक्स या इलेक्ट्रिक की तुलना में न्यूमेटिक्स में कम सटीक है इसलिए हम उस पाठ के अंत में आते हैं जिसे हमने न्यूमेटिक्स वाल्व और एक्ट्यूएटर देखा है हमने कुछ तत्व देखे हैं जो न्यूमेटिक्स लॉजिक में उपयोग किए जाते हैं हमने कुछ नए विशिष्ट न्यूमेटिक्स अनुप्रयोग देखे हैं और हमने हाइड्रोलिक और कुछ मामलों में विद्युत सिस्टम के साथ तुलना की है तो इंगित करने के लिए कुछ प्रश्न हैं जैसे कि न्यूमेटिक्स लॉजिक का मुख्य लाभ क्या है इसलिए हमने पहले ही कहा है कि और गति और जटिलता के संदर्भ में स्पष्ट रूप से नुकसान क्या हैं त्वरित निकास वाल्वों का क्या लाभ है हमारे पास है और क्या उनका उपयोग हाइड्रोलिक नियंत्रण में किया जा सकता है निश्चित रूप से वे नहीं कर सकते हैं क्या PLC लॉजिक का उपयोग करके न्यूमेटिक्स प्रणालियों को सक्रिय किया जा सकता है यदि हां तो कैसे वास्तव में वे बिजली के लॉजिक का उपयोग करने वाले कई मामलों में हैं वास्तव में यह पायलट सक्रियण आमतौर पर है जैसा कि आपने कहा है कि आप जानते हैं कि हमने देखा है कि हमारा माइक्रोप्रोसेसर वास्तव में एक न्यूमेटिक्स प्रणाली को कैसे नियंत्रित कर सकता है इसलिए पीएलसी वास्तव में एक माइक्रोप्रोसेसर के अलावा कुछ भी नहीं है जैसा कि हम जानते हैं इसलिए इसे निश्चित रूप से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है लेकिन अगर आपको ज़रूरत है अगर आपके पास एक एयर पायलट है तो हमें एक I से P कनवर्टर की आवश्यकता हो सकती है जो सभी की आवश्यकता है एक ऐसे एप्लिकेशन का नाम बताइए जहां हाइड्रोलिक नियंत्रण के लिए न्यूमेटिक्स नियंत्रण अधिक फायदेमंद है इसलिए मैंने एक एप्लिकेशन दिया है जो लिंक करने के लिए असेंबली है आप दूसरों के बारे में सोच सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद